सभी को नमस्कार और दूसरे सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने बेसिक एडिट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में इनपुट के रूप में 2 स्ट्रिंग्स के बारे में बात की थी एक डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथ्म क्या है जिसका उपयोग आप पता लगा सकते हैं इन 2 स्ट्रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है और याद रखें कि हमने कुछ ऑपरेशन कुछ एडिट ऑपरेशंस को परिभाषित किया और हमने इनमें से प्रत्येक ऑपरेशन के लिए वेट या लागत दिया लेकिन इन सभी के लिए लागत समान है यदि आप किसी केरेक्टर को किसी अन्य केरेक्टर द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं भले ही वे 2 केरेक्टर हों उनकी लागत समान रहती है वो ही केरेक्टर इन्सेर्टिंग के लिए जाता है यह लागत एक समान रहती है और एक केरेक्टर डिलीट के लिए भी यह वही रहता है इसलिए इस व्याख्यान में हम संक्षेप में उस पर चर्चा करेंगे किसी भी तरीके से हम विभिन्न प्रकार के एडिट ओपरेसंस के बीच पहचान करने का प्रयास कर सकते हैं सबसे पहले यह है कि क्या हमें विभिन्न ऑपरेशन के बीच अंतर करना चाहिए क्या हमें एक ही लागत निर्धारित करनी चाहिए या अलग अलग लागत और अलग अलग ऑपरेशन देने की कोशिश करनी चाहिए फिर हम उस प्रैक्टिकल समस्या के बारे में बात करेंगे जिसने एक प्रश्न दिया क्यूरी का मतलब है कि एक शब्द जो गलत तरीके से लिखा जा सकता है मैं उन शब्दों की सूची कैसे ले सकता हूं जो सही हैं सही शब्दों के लिए जिनका उपयोग गलत के बजाय किया जाना चाहिए था तो क्या होना चाहिए एडिट डिस्टेंस की भिन्नता वाले सभी सेटों का पता लगाने के लिए एक अच्छा या एफिसियंट एल्गोरिथ्म क्या है जो उस क्वेरी 1 या 2 की एडिट डिस्टेंस पता करें तो वेइटेड एडिट डिस्टेंस के कंसेप्ट से शुरू करते है तो क्या हम एडिट डिस्टेंस की लागत के आधार पर वेट दे सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपरेशन में कौन से कैरेक्टर शामिल हैं तो सबसे पहले यह आवश्यक है तो क्या आपको लगता है कि a को e द्वारा प्रतिस्थापन a को m प्रतिस्थापन की लागत समान हैतो इसमें क्या निर्भर होना चाहिए किस तरह का उदाहरण के लिए कुछ एरर हैं जो आप बहुत सामान्य रूप से करते हैं और कुछ एरर जो आप बहुत कम करते हैं मान लीजिए कि एरर बहुत सामान्य है क्या मुझे इसे हाई लागत या लो लागत पर असाइन करना चाहिए तो इसके बारे में सोचो इसे उच्च लागत पर निर्दिष्ट करने का क्या मतलब है इसे हाई लागत पर असाइन करने का मतलब यह है कि 2 स्ट्रिंग के बीच की एडिट डिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर वह एडिट ऑपरेशन मौजूद है तो इसका मतलब है कि एक कैंडिडेट के रूप में अन्य स्ट्रिंग प्राप्त करने की संभावना में हम नीचे जाएंगे यदि ऑपरेशन की लागत हाई है परंतु अगर कुछ एडिट ऑपरेशन के कुछ प्रकार बहुत सामान्य हैं तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सामान्य हैं तो हम उन्हें कम लागत देना चाहेंगे ताकि मैं सही कैंडिडेट के गलत शब्द के साथ एक छोटी सी एडिट डिस्टेंस बना सकूं इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के केरेक्टरो में कम एडिट डिस्टेंस होगी और किस प्रकार के केरेक्टर में उच्चतर एडिट डिस्टेंस होगी किसी तरह वेट दे सकते हैं इसलिए यही बेसिक आईडिया है इसलिए हमें गणना में विभिन्न भारों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है तो आईडिया यह है कि किसी भाषा के कुछ अक्षर दूसरों की तुलना में गलत लिखे जाने की अधिक संभावना है तो आइए हम कुछ आंकड़े लेते हैं तो यह स्पेलिंग त्रुटियों के लिए एक कनफ्यूज़न मैट्रिक्स है जो एक कॉर्पस में पाया गया था तो x गलत केरेक्टर है और y सही केरेक्टर है तो यह स्टेबिलिटी क्या है कितनी बार उस कॉर्पस में उन्हें सही y के लिए एक गलत x मिला उदाहरण के लिए यदि आप टेबल को पढ़ने की कोशिश करते हैं पहली पंक्ति के लिए विपरित एंट्री a e है इसका मतलब है कि सही e के बजाय कितनी बार a को गलत बार प्रतिस्थापित किया गया और वह संख्या 342 हो जाती है तो इसका मतलब है कि कॉर्पस 340 बार e के बजाय a लिखा गया था इसी तरह i के बजाय a को 118 बार लिखा गया था इसी तरह o के बजाय a को 76 बार लिखा गया था दूसरी ओर यदि आप b देखते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि b को a के रूप में लिखा गया हो तो इसका मतलब लोग परिवर्तित करने की गलती करते हैं या e के लिखने के बजाय a लिखा यह एक बहुत ही सामान्य गलती है दूसरी ओर b को a लिखना बहुत समान नहीं है तो आप इस कनफ्यूज़न मैट्रिक्स को देख सकते हैं और आपको बहुत सारे अच्छे पैटर्न मिलेंगे तो एक बात आप देखेंगे कि वोवेल्स के बीच एरर्स बहुत आम हैं तो i फॉर e e फॉर i a फॉर o को प्रतिस्थापित करना बहुत सामान्य हैं तो वहाँ हो सकता है व्यक्ति स्पेलिंग नहीं जानता हो या यदि आप स्पेलिंग जानते है तो गलती से कुछ अन्य टाइप कर रहा है तो यह भी संभव है अब कुछ अन्य प्रकार की त्रुटियां हैं जो आप यहां देख सकते हैं जो कि कीबोर्ड के डिजाइन के कारण आती हैं तो आप उन पात्रों को देखेंगे जो कीबोर्ड में बहुत करीब आते हैं इसलिए कभी कभी आप उन्हें टाइप करने से चूक जाते हैं तो यह फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक्स का एक सामान्य स्रोत है इसलिए उदाहरण के लिए m और n एक साथ बहुत करीब हैं और वे भी बहुत समान लगते हैं तो यह संभावना है कि आप m कि जगह n ओर n कि जगह m को लिखने की गलती करते हैं तो इस तरह की त्रुटियां बहुत सामान्य हैं क्योंकि कुछ केरेक्टर बहुत समान बोले जाते हैं इसलिए सभी वोवल्स या कुछ केरेक्टर में कुछ त्रुटियां आती हैं और भी कुछ केरेक्टर कीबोर्ड में बहुत करीब हैं तो यह फिर से त्रुटियों का एक और स्रोत है तो अब एक बार हम जानते हैं कि कुछ त्रुटियां दूसरों की तुलना में अधिक होने की संभावना है क्या मैं अपनी वेटींग स्कीम को डिजाइन करने के लिए इस आंकड़े का उपयोग कर सकता हूं इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि कुछ एरर अधिक होने की संभावना है एक केरेक्टर से दूसरे केरेक्टर की एडिक्ट लागत कम होनी चाहिए ताकि मुझे आसानी से पता चल सके कि गलत शब्द में दिए गए सही कैंडिडेट को क्या होना चाहिए इसलिए छोटी एडिट डिस्टेंस का मतलब है कि सही कैंडिडेट के होने की अधिक संभावना है यही कारण है कि हम उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को एक छोटी सी लागत देंगे जिसकी अधिक संभावना है और बड़ी लागत या हाई लागत में उन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो समान नहीं हैं यह बहुत दुर्लभ हैं इसलिए कीबोर्ड डिजाइन फिर से एक चीज है जो पिछली स्लाइड में देखी गई कई त्रुटियों को जन्म देती है इसलिए फिर से उन केरेक्टर के बीच कोरिलेट सहसंबंध बनाने की कोशिश करें जो कीबोर्ड में बहुत करीब आ रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि कई बार लोग एक केरेक्टर को दूसरे के लिए लिखने में गलती करते हैं तो अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है और डेटा का विश्लेषण करके आप यह पता लगा सकते हैं कि किस तरह की त्रुटियां सामान्य हैं किस तरह की त्रुटियां दुर्लभ हैं इसके अनुसार आप अलग अलग एडिट ओपरसंस के लिए अपना वेट डिज़ाइन कर सकते हैं तो अब एक बार आपके पास प्रत्येक वेट है जो सही केरेक्टरो पर निर्भर करता है जिसे आप अपने प्रारंभिक एल्गोरिथ्म को मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप अपने एल्गोरिथ्म को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उदाहरण के लिए यहां मैं ऐसा करूंगा यदि इसकी तुलना उस एल्गोरिथम से करने की कोशिश करते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था तो यहां पर छोटा सा रेफरेन्स यह है कि हमें डिलीशन इंसर्शन प्रतिस्थापन के लिए एक समान लागत देनी चाहिए हम यहां क्या कर रहे हैं ताकि डिलीशन अब सही केरेक्टर पर स्थिति अनुसार डिलीट कर दिया गया है तो आप देखते हैं D i 0 Di0 is D i माइनस 1 0 Di 10 प्लस x i के डिलीशन कि लागत तो उस विशेष केरेक्टर को डिलीट करने कि लागत क्या है उसी तरह इंसर्शन के लिए भी तो उस विशेष केरेक्टर को इन्सरटिंग करने कि लागत क्या है यहां तक कि प्रतिस्थापन में भी आपके पास लागत हो सकती है ताकि एक केरेक्टर के दूसरे द्वारा डिलीशन इंसर्शन और प्रतिस्थापन के लिए अलग अलग लागत हो और बाकी सब कुछ वही रहता है केवल एक चीज जो बदल रही है वह यह है कि आप प्रत्येक ऑपरेशन के लिए समान लागत का उपयोग करने के बजाय अब वह लागत दे रहे हैं जो इंसर्शन या प्रतिस्थापन या डिलीशन किये गए सही केरेक्टर पर निर्भर हैं तो यह मेरा वेइटेड एडिट डिस्टेंस है अब आप इसके साथ क्या करते हैंतो आप उदाहरण के लिए आप अपने एल्गोरिथ्म को कैसे ट्रांस्पोस करते हैं तो यह एल्गोरिथ्म है जहा हमारे पास 3 ऑपरेशन थे हमारे पास डिलीशन इंसर्शन प्रतिस्थापन थे वे 3 ऑपरेशन थे जो हम उस पिछले ऑपरेशन में उपयोग कर रहे थे तो यहाँ एक और बहुत ही सामान्य एडिट डिस्टेंस ऑपरेशन है इसका उपयोग किया जाता है और इसे ट्रांसपोज़ स्थानान्तरण कहा जाता है तो यदि मैं 2 केरेक्टरो की ओर स्थानांतरित कर रहा हूँ और आपको एक सामान्य त्रुटि प्राप्त होगी जो कभी कभी आप करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मैं al टाइप करना चाहता हूं और इसके बजाय मैंने la टाइप किया तो इसको ट्रांसपोज़ कहा जाता है तो सामान्य तौर पर अगर मैं xy को yx के रूप में लिखता हूं इसको ट्रांसपोज़ कहा जाता है इसका दूसरा नाम मेटाथीसिस है तो अब केस को ध्यान मैं सखते हुए अपनी पहले वाली एल्गोरिथ्म को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं इसलिए अब तक हमारे पास 3 ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन प्रतिस्थापन है इंसर्शन में मैं पिछले इंसर्शन डिलीशन को देखता हूं मैं केवल पिछले शब्द तक देखता हूं लेकिन मैं ट्रांसपोज़िशन के मामले में क्या करूँ इसलिए ट्रांसपोज़िशन में मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि हमें पहले केरेक्टरो में जाना है इसलिए मुझे जाने की जरूरत है D इन माय कोस मैट्रिक्स D i माइनस 2 j माइनस 2 Di 2j 2 और मान लीजिए कि मैं ट्रांसपोज़िशन के लिए एक की लागत देता हूं तो मैं लिखूंगा D ij क्योंकि ऐसी अन्य लागतें हैं जिन्हें हमने पहले परिभाषित किया था लेकिन ट्रांसपोजिशन के लिए मैं कहूंगा D i माइनस 2 D i माइनस j माइनस 2 प्लस 1 और क्या कंडीशन होगी केवल अगर पिछला शब्द x हो इसलिए मैंने अपने स्ट्रिंग को x और y के रूप में परिभाषित किया था यहाँ तो यह x के रूप में मेरी स्ट्रिंग है यह मेरी स्ट्रिंग y के रूप में है तो यहाँ क्या होगा यह i तक है तो यह x i माइनस 1 y में jth करैक्टर के समान होगा तो अगर x i माइनस 1Xi 1 इस y j yj है और x i इस इक्वल टू y j माइनस 1 तो अगर मुझे लगता है कि x अभी भी i है और y तो j होगा तो अगर मुझे लगता है कि i minus oneth केरेक्टर x जो jth केरेक्टर ऑफ़ y के बराबर है और ith केरेक्टर x जो j माइनस oneth केरेक्टर ओफ y के बराबर है तब मैं कहूंगा कि यह D i माइनस D j माइनस 2 प्लस 1 इसकी लागत है इसलिए फिर से मैं इसका एक न्यूनतम करूंगा यदि ऐसा होता है तो यह मेरा ट्रांस्पोस है और फिर मेरे पास इंसर्शन डिलीशन और प्रतिस्थापन के लिए अन्य कंडीशनस हैं इसी तरह मैं अपने एल्गोरिथ्म को इनिशियल एल्गोरिथ्म द्वारा मॉडिफाई कर सकता हूं जिसमें ट्रांसपोज़ेशन भी शामिल है तो इन सभी ऑपरेशनों के साथ यह एकमात्र अन्य ऑपरेशन है जो सामान्य तौर पर कंप्यूटिंग एडिट डिस्टेंस में भी उपयोग किया जाता है तो अब इसलिए हम एडिट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं और दूसरे एडिट ऑपरेशन जैसे ट्रांसपोज़ के बारे में भी बात की हैं तो जैसा मैंने पहले कहा था तो हम भी संक्षेप में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल सिनारियो क्या है तो यहाँ प्रैक्टिकल सिनारियो यह है की आपको एक इनपुट शब्द दिया गया है तो इंट्रोडक्शन स्लाइड में याद रखे हम इस त्रुटि के बारे में बात कर रहे हैं जैसे wold कप और गलती से मैंने world लिखने के बजाय wold लिख दिया है तो अब यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे पता है कि यह मेरी वोकेबलरी में सही शब्द नहीं है मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉसिबल कैंडिडेटस हैं जो w o l d के स्थान पर आ सकते हैं तो यह है कि उपयुक्त कैंडिडेटस क्या हैं अब हमारी परिभाषा के अनुसार उपयुक्त कैंडिडेटस वे हैं जो एक्चुअल एरर वर्ड से एक छोटे से एडिट डिस्टेंस वाले हैं इसलिए इंटर्न मेरी समस्या है मैं शब्दों का पता कैसे लगाऊं जिस शब्द के अन्दर छोटी सी एरर एडिट डिस्टेंस है तो अब मैं इस समस्या को कैसे हल करूं दिया गया एक शब्द जैसे wold उन सभी शब्दों का पता लगाते हैं जो कि 1 या 2 के अतिरिक्त हैं अब एक साधारण बात जो आप कह सकते हैं मैं शब्दावली के सभी शब्दों को नीचे कहीं सूचीबद्ध करूँगा इसलिए मेरे पास शब्दावली में w1 से शुरू होकर wn तक सभी शब्द हैं मुझे पता चलेगा कि world के साथ w1 world के साथ w2 और wn तक की दूरी क्या है और मैं सभी से एडिट डिस्टेंस का पता लगाऊंगा और मैं उन लोगों के बीच में हूँ मैं उनमें से उन सभी को चुनूंगा जो बहुत छोटी एडिट डिस्टेंस पर आ रहे हैं कुछ शीर्ष एंट्रीस जो छोटी एडिट डिस्टेंस के भीतर हो रही हैं तो मुझे इस प्रकार की एंट्रीस का पता चलेगा यह मेरा केंडीडेट है लेकिन आप तुरंत देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही एफिसियंट सोल्यूसन नहीं हो सकता है क्योंकि मेरी शब्दावली का साइज़ काफी बड़ा हो सकता है और मुझे अपनी शब्दावली के प्रत्येक शब्द से इससे एडिट डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी तो यह वास्तव में बहुत समय लगेगा इसलिए इसके बजाय मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं कुछ अधिक एफिसियन्ट हो सकता हूं तो एक साधारण सी बात यह है कि मुझे अपने शब्दावली में सभी शब्दों को खोजने के लिए एक एफिसियन्ट डाटा स्ट्रक्चर में खोजने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए अगर आप नहीं जानते हैं बहुत ही एफिसियन्ट डाटा स्ट्रक्चरस में से इसका उपयोग स्ट्रिंग्स की खोज के लिए किया जाता है जिसे ट्राई स्ट्रक्चर कहा जाता है तो ट्राई स्ट्रक्चर का उपयोग करके आप लीनियर टाइम में एफिसियन्टली सर्च कर सकते है तो इनपुट स्ट्रिंग की लम्बाई लीनियर लेंथ होगी इसलिए मैं आपको यहां एक उदाहरण दे रहा हूं इसलिए मैं ट्राई स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकता हूं यहाँ आईडिया यह है की आप कोई भी शब्द लें जिसे आप इस ट्राई स्ट्रक्चर के इनिशियल रूट नोड से शुरू कर सकते हैं तथा आर्क्स का अनुसरण करते रहें और आपके शब्द की लंबाई के लीनियर समय में आप एक नोड तक पहुंच जाएंगे और पता लगा पाएंगे कि यह शब्द शब्दावली में उपलब्ध है या नहीं तो इसके द्वारा आप शब्दावली में सभी शब्दों को खोज पाएंगे और इस ट्राई स्ट्रक्चर का उपयोग किसी शब्द के साथ ट्राई नए शब्द की दूरी की गणना के लिए कुशलतापूर्वक से किया जा सकता है तो यह एक संभावना है लेकिन इसके लिए आपको अपनी शब्दावली में सभी शब्दों के संबंध में बहुत सारी गणनाएँ करने की आवश्यकता होती है अन्य संभावनाऐ क्या हो सकती है इस त्रुटि शब्द की एडिट डिस्टेंस का पता लगाने के बजाय शब्दावली में सभी शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे क्या मैं मेरे त्रुटि शब्द से शुरू कर सकता हूं कुछ एडिट डिस्टेंस के अन्दर सभी संभव शब्दों की गणना करने का प्रयास करें मैं सभी संभावित शब्दों की एडिट डिस्टेंस 1 या 2 की गणना करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं world जैसे शब्द का पता लगाऊंगा और मैं यह भी देखने की कोशिश कर सकते हैं ये सभी शब्द मेरे शब्दकोश में हैं वहां मैं शायद एक ट्राई स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकता हूं कि ये शब्द मेरे शब्दावली में उपलब्ध हैं या नहीं तो यह संभावना है अब क्या है क्या तुम देखते हो सोचो कि यह एक एफिसियंट इस एप्रोच होगा तो आइए हम कुछ संख्याएँ देखते हैं हाँ इसलिए मैं सभी पॉसिबल टर्म्स को उत्पन्न कर सकता हूं जो त्रुटि शब्द से शुरू हो रहा है जिसकी एडिट डिस्टेंस कम से कम 2 के बराबर दूरी के अन्दर हैं और वहां मैं सभी डिलीशन प्रतिस्थापन एडिसन ट्रांसपोजीसन का ध्यान रख सकता हूं मैं सभी संभव एडिट ओपरेसंस का ध्यान रखने की कोशिश कर सकता हूं तो शुरू वहा से करे जहा एडिट डिस्टेंस 2 की सभी संभावनाएं को जेनरेट हो सके अब इसलिए यदि आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो यह एक सिंपल मैथ है कि आप कितने अलग अलग संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं मान लीजिए यदि आप एक शब्द लेते हैं जिसकी लंबाई 9 और 9 केरेक्टर है और मान लीजिए कि आप अंग्रेजी जैसी भाषा ले रहे हैं जहा अल्फाबेट 36 है ताकि 26 प्लस अन्य केरेक्टर और अगर आप बस ऐसा करते हैं तो इससे आपको लगभग 114324 अलग अलग संभावनाएं मिलेंगी जिसमें शब्दों की लम्बाई 9 से शुरू होती है जिसमें से आपको लगता है कि 4 आपको बहुत सारी संभावनाएं देता है डीलिशन शायद आपको बहुत संभावनाएं नहीं देगा लेकिन प्रतिस्थापन आपको बहुत संभावनाएं देगा और इनसर्शन भी आपको बहुत संभावनाएं देता है प्रतिस्थापन आप प्रत्येक केरेक्टर को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आपके पास 36 केरेक्टर हैं ताकि आपको बहुत बड़ी संभावनाएं मिलें यह फिर से एक बहुत बड़ी संख्या है तो यह शब्द की लंबाई 9 से शुरू हो रहा है आप 114324 विभिन्न संभावनाओं का पता लगाने जा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी अभी भी ठीक है तो आपके पास 36 करैक्टर हैं इसलिए चीनी जैसी भाषा के बारे में सोचें जहां अल्फाबेट साइज़ 70000 है तो आप इस तरह से एक एप्रोच लागू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते तो यह एप्रोच पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर है लेकिन यह अल्फाबेट साइज़ के आधार पर फिर से बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है तो दूसरी संभावनाएं क्या हो सकती हैं अन्य पॉसिबल एल्गोरिथ्म का आईडिया यह है कि यह सब एडिट डिस्टेंस को प्राप्त किया जा सकता है यदि आप करंट वर्ड और संभावित कैंडिडेट शब्द से एक सामान डिलीट की कोशिश करते हैं तो बस दोनों शब्दों में डिलीट करके ऑपरेशन 2 की सभी एडिट डिस्टेंस मिल सकती है तो क्या आईडिया है तो इसे सिमेट्रिक डिलीट अ स्पेलिंग करेक्शन कहा जाता है तो आईडिया यह है कि आपके क्वेरी शब्द से आप उन सभी शब्दों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो 2 के निचे आते हैं क्वेरी शब्द से और आपके वोकेबलरी में से प्रत्येक शब्द के लिए आप उन सभी संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो उसके अंतर्गत आती हैं और केवल 2 एडिट डिस्टेंस के अनुसार डिलीट करें और यह एडिट डिस्टेंस ऑफ़ २ के सभी संभावित बदलावों को कवर करेगा तो आप एक सरल उदाहरण ले सकते हैं तो आइए हम wold का एक ही उदाहरण लेते हैं या हम एक अलग उदाहरण लेने की कोशिश कर सकते हैं wotld के बजाय कहें world जो सही शब्द है और यह त्रुटि शब्द है तो हम जो करेंगे वह है सिमेट्रिक डिलीट ऑपरेशन तो यह है मैं ऑफ़लाइन करूँगा यह एक ऑफ़लाइन शब्द है जिसे मैं 1 और 2 की एडिट डिस्टेंस के भीतर सभी संभावनाओं को स्टोर करूंगा इसलिए मैं इसे world के साथ स्टोर करूंगा यहाँ शब्द wold है जो शब्द और इसी तरह आता है और फिर से इनसे आपको यह डिलीट 1 और आपके पास फिर से या तो डिलीट के लिए कैंडिडेट होंगे 2 रन टाइम पर जब आपको यह क्वेरी मिलेगी जैसे कि wotld गलत है तो आप वही काम करेंगे तो यह रन टाइम पर है और आप फिर से 1 और 2 को डिलीट करने के साथ सभी संभावनाओं को उत्पन्न करेंगे हम यहां केवल संभावनाएं दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आपको wold wotd वगैरह मिल जाएंगे और अब आप यह मिलान करने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें से कोई इस शब्दकोश में उपलब्ध है जो इस सिमेट्रिक डिलीट ऑपरेशन द्वारा बनाया गया है और आप पाएंगे कि wold और wold मैच होते है और एक बार मैच होने के बाद आप मूल शब्द पर वापस जाएंगे और फिर इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस शब्द और इस शब्द कि एडिट डिस्टेंस 2 से कम या इसके बराबर है और यह है कि आप 2 की एडिट डिस्टेंस करने के भीतर सभी संभावित शब्दों का पता लगा सकते हैं बिना मैं रन टाइम में बहुत कुछ कर रहा हूं अब आप बता सकते हैं क्यों क्योंकि आप केवल रन टाइम पर डिलीट करते हैं और माइंड में डिलीट नहीं करते हैं इसलिए यदि आप 9 अक्षरों के बारे में सुनते हैं तो आप एक डिलीट करते हैं आपके पास केवल 9 संभावित डिलीट हैं तो यह रन टाइम में बहुत अप्रभावी नहीं है और यह सब ऑफ़लाइन किया जाता है और बाद में आपको यह देखने के लिए आगे देखने के लिए चेक करना होगा कि इन 2 शब्दों में 2 का एडीशन हैं यदि आपके 2 या 3 सॉर्ट हैं तो हाँ अगर आप 2 के डिलीटस की संख्या को एक 9 लंबाई के वर्ड को लेते हैं तो यह अधिकतम 45 पर होगा इसलिए यह बहुत बड़ी संख्या नहीं है तो यह एक एप्रोच है जिसे आप रन टाइम में कुशलतापूर्वक कुछ एडिट डिस्टेंस के भीतर सभी संभव डिक्शनरी टर्म्स खोजने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए अब जब हम एडिट डिस्टेंस और कुछ बदलावों के बारे में बात करते हैं इसलिए हम स्पेलिंग करेक्शन के कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जिसके साथ हमने इस मॉड्यूल को एडिट डिस्टेंस और सभी पर शुरू किया था इसलिए जब हम स्पेलिंग एररस के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह की एररस होती हैं जिनसे आपको निपटना पड़ सकता है ताकि त्रुटियों को संभालने में आसानी हो इसलिए मैं कहूंगा कुछ आसन है कि उन्हें नॉन वर्ड एरर कहा जाता है क्योंकि उनको पता लगाना आसान हैं इसलिए गलत शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है तो इस मामले में गलत शब्द है b e h a f यह मेरी शब्दावली में नहीं है मैं निर्णय कर के गलत शब्द काट सकता हूं और मेरा कार्य इसे सही करना है एवं सही शब्द b e h a l f है behalf ओर इसे नॉन वर्ड एरर भी कहा जाता है जो कुछ अधिक कठिन होता है उसे रियल वर्ड एरर कहते हैं जब वह शब्द जो त्रुटि में है मेरे शब्दकोश में भी है लेकिन किसी तरह उपयोगकर्ता ने किसी ऐसे शब्द को गलत बोल दिया है जो मेरे शब्दकोश में है इसलिए टाइपोग्राफिकल एरर three लिखने के बजाय किसी ने मेरी शब्दावली में 3 अब 3 लिख दिया है इसलिए यह आसान नहीं है कि यह त्रुटि में है अब इसे सुधारना एक रियल वर्ड एरर करेक्शन कहलाता है इसी तरह वे होमोफोन के कारण कुछ हो सकते हैं क्योंकि piece और peace के दो अलग अलग प्रकार के pieces आपको बहुत आसानी से हम गलत बोल सकते हैं और too और two बहुत ही सामान्य त्रुटि है इसलिए उन्हें रियल वर्ड एरर भी कहा जाता है अब नॉन वर्ड एरर और रियल वर्ड एरर दोनों को संभालने के लिए आपको विभिन्न संभावित मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता है और यही हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर में इसलिए नॉन वर्ड का अर्थ उस शब्द से है जो मेरे एडिट शब्दकोश में नहीं है इसलिए कोई भी शब्द जो शब्दकोष में नहीं है उसे एरर एरर कहा जाता है और इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए यह बेहतर है कि आपके पास एक बहुत अच्छा लेक्सिकॉन है जो आपको अपने लेक्सिकॉन के सभी संभावित शब्द बताता है और यह लेक्सिकॉन उस विशेष कॉर्पस पर भी निर्भर हो सकता है जिसे आप प्रोसेस कर रहे हैं आप के लिए अगर आप वैज्ञानिक कॉर्पस प्रसंस्करण कर रहे हैं आपके पास अलग कोष हो सकता है तो अगर आप उपयोग कॉर्पस प्रसंस्करण कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दकोश में आपके शब्द क्या हैं और जब आप ऐसे शब्द का सामना करते हैं जो आपके शब्दकोश में नहीं है तो आपको त्रुटियों के रूप में माना जाएगा और इसे सही करने का प्रयास करेंगे तो सामान्य तौर पर आप नॉन वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में क्या करेंगे इसलिए त्रुटि शब्द से शुरू करके आप उन कैंडिडेट्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो त्रुटि शब्द के समान हैं और आप त्रुटि शब्द के संबंध में समानता को कैसे परिभाषित करेंगे तो आप उन शब्दों को कहेंगे जो कुछ ही दूरी पर हैं यह एक संभव मानदंड हो सकता है और यदि आप नोइज़ी चैनल मॉडल का उपयोग कर रहे हैं यह अगले मॉड्यूल के लिए विषय होगा तो आप सबसे अधिक नॉइज़ और संभावना के अनुसार आने वाले को देखेंगे तो यह आपके कैंडिडेट शब्द होंगे तो आप उस तरह के कुछ कैंडिडेट शब्द को चुनेंगे दूसरी ओर यदि आप रियल वर्ड स्पेलिंग एरर के साथ काम कर रहे हैं आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब आपके पास क्या है आपको इस वाक्य में नहीं पता था कि कौन सा शब्द वास्तव में गलत है तो आप प्रत्येक शब्द के लिए क्या करेंगे आप अन्य शब्दों का पता लगाएंगे जो एडिट डिस्टेंस में सामान है या कुछ अन्य मापदंड हैं लेकिन केंडीडेट में आप अपना सही शब्द भी शामिल करेंगे तो two है इसलिए हम too को भी शामिल करेंगे और two के साथ आप कहते हैं कि वास्तविक वाक्य में इन 2 शब्दों में से कोई भी हो सकता है और फिर अंत में आप कुछ नोइज़ी चैनल मॉडल का उपयोग करके वाक्य की संभावना को अधिकतम करने का प्रयास करेंगे तो यह है कि हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे जहां हम नोइज़ी चैनल मॉडल के बारे में विस्तार से बात करेंगे और स्पेलिंग करेक्शन के टास्क को करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है